नमस्कार मैं IIT कानपुर से जयंत चटर्जी हूँ और हम प्रबंध सेवाओं समकालीन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं हाल ही में हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वह है सेवा की अमूर्तता और विषमता से उत्पन्न चुनौतियाँ और इन विशेषताओं से उत्पन्न होने वाली जटिलताएँ जैसे उदाहरण अमूर्तता इसलिए प्रबंधन परामर्श या वित्तीय सुरक्षा सेवाओं जैसी सेवाओं की तुलना किसी भी भौतिक वस्तु के साथ नहीं की जा सकती है और इसलिए इसमें शामिल धारणाओं का एक सार सेट है जो ग्राहक को सेवा से जुड़ने से पहले समझना मुश्किल है इसी तरह हमारे पास खोज अयोग्यता नॉन सर्चेबिलिटी की समस्या है जिसका अर्थ है कि भौतिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी जैसी कुछ सेवाएं कहती हैं जब तक आप सेवा का अनुभव नहीं करते हैं तब तक आप वास्तव में उस विशेष सेवा या परिणाम के प्रभाव को पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं या महसूस नहीं कर सकते हैं जिसके परिणाम सेवा और इतने पर इसी तरह हमारे पास सामान्यता की समस्या है जिसका अर्थ है उदाहरण के लिए एक होटल का कमरा है कमरे के आकार के संबंध में सेवा के साथ संलग्न होने से पहले कुछ विशिष्टता का संचार हो सकता है आदि लेकिन जब एक उच्च सितारा होटल दस गुना अधिक कमरे के किराए की मांग करता है तो अक्सर यह समझना बहुत मुश्किल होता है कि यह उचित है या नहीं क्योंकि किसी को लग सकता है कि होटल का कमरा होटल का कमरा है इसलिए विविधता और अमूर्तता से उत्पन्न इन जटिलताओं से निपटने के लिए प्रबंधन की समस्या अलग अलग दृष्टिकोणों से पूरी होती है और हम दो दृष्टिकोणों एक पदोन्नति और दूसरी प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं पदोन्नति में हमने पर्यटन या चिकित्सा उपचार की तरह कई उदाहरणों को देखा और हमने देखा कि संचार रणनीति प्रचार रणनीति ग्राहक शिक्षा रणनीति कैसे अमूर्तता से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं को मूर्त कर सकती है मैं आपको एक होटल के बहुत प्रसिद्ध प्रचार अभियान का उदाहरण बता सकता हूं जो एक बहुत ही उच्च और लक्जरी होटल श्रृंखला वैश्विक श्रृंखला है और उन्होंने एक प्रचार अभियान बनाया है जो टीवी पर या फिल्म क्लिप में या रेडियो विज्ञापनों और कुछ प्रिंट विज्ञापनों के माध्यम से दिखाया गया है इससे पता चला कि एक ग्राहक एक ट्रेन में चढ़ जाता है और जैसे ही वह एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में वेस्टिब्यूल से गुजरता है वह समुद्र के किनारे से एक पहाड़ी ढलान की ओर एक खुले मैदान में आइसलैंड की तरह एक लोकल बहामास जैसे स्थान पर चला जाता है और अंत में वह डिब्बों में से एक में बैठ जाता है और जैसे ही वह खिड़की से बाहर देखता है वह फूलों को खोलते हुए पक्षियों को उड़ते हुए बच्चों को खेलते हुए उसके सामने अलग अलग परिदृश्यों को देखता है विज्ञापनों की श्रृंखला का अभियान हमेशा एक बयान के साथ समाप्त होता है एक अनुभव के लिए पूछता है और हम वितरित करते हैं तो मूल रूप से यह बहुत आकर्षक अच्छी तरह से तैयार ज्वलंत छवियों के साथ अभियान होटल के अनुभवात्मक तत्व को व्यक्त करता है उस होटल द्वारा पेश किए गए अनुभव की बहुमुखी प्रतिभा और इस तरह यह सेवा प्रस्ताव को सही ठहराने की कोशिश करता है क्योंकि यह मूल्य प्रस्ताव मूल्य प्रस्ताव और इसी तरह है फिर हम निश्चित रूप से कीमतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो जुड़े हुए हैं और हम इस पी को लेंगे कीमत का हिस्सा बाद में थोड़ा विस्तार से लेकिन इस बीच में हमने प्रक्रियाओं पर भी ध्यान दिया है और प्रक्रियाओं को कैसे मैप किया जा सकता है हम एक सेवा ब्लू प्रिंट या फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं जिसके माध्यम से हम अड़चनों का पता लगा सकते हैं या हम विभिन्न विफल बिंदुओं की पहचान कर सकते हैं और हम कैसे सेवा में सुधार के लिए FMEA प्रकार की विफलता मोड प्रकार का विश्लेषण कर सकते हैं आज इस प्रक्रिया के समापन खंड में सेवा जटिलता का जवाब दिया गया है हम एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे जो सेवाओं को फिर से डिज़ाइन करने के लिए है इसलिए जिस तरह हम एक नई सेवा बनाने के लिए किसी मौजूदा सेवा को मैप कर सकते हैं वैसे ही हम फ्लो चार्ट और काममें आई हुयी बाधा या कठिन सेवा सेवा को देख सकते हैं हम सेवा के नक्शे को देख सकते हैं और समझ सकते हैं जो कि विफलता के बिंदु हैं उसी तरह प्रक्रिया मानचित्रण भी हमें सेवा को फिर से डिज़ाइन करने में मदद कर सकता है मैं आपको IIT कानपुर में पुस्तकालय सेवा के पुनर्निर्देशन का एक उदाहरण दूंगा इसलिए हम देखते हैं कि पुस्तकालय सेवा के संबंध में छात्रों और शिक्षकों का वर्तमान अनुभव जैसा कि आप आज जानते हैं कि सभी प्रकार के डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं बहुत से लोग लाइब्रेरी में नहीं जाते हैं लेकिन यह कि लाइब्रेरी उनके डेस्कटॉप पर आती है इसलिए हमारे पास एक विशाल इमारत है और हमारे पास कई पुरानी किताबें हैं पत्रिकाओं का एक विशाल भंडार है कई पत्रिकाएँ अब इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के रूप में उपलब्ध हैं छात्रों के डेस्कटॉप या लैपटॉप पर आसानी से उपलब्ध हैं इसलिए हम फिर से आश्वस्त करना चाहते थे कि प्रक्षेपवक्र क्या होगा हमें आईआईटी कानपुर में पुस्तकालय सेवा को कैसे नया स्वरूप देना चाहिए जो अब से 20 25 10 साल आगे कहा जाएगा जब हमने बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ताओं की राय का सर्वेक्षण किया तो हमारे पास प्रश्नावली आधारित सेवा साक्षात्कार थे हम सामने आए कि कुछ सामान्य आवश्यकताओं के साथ जैसे हर कोई एक स्टॉप शॉप करना पसंद करेगा वे कई कार्यों को पसंद नहीं करेंगे वे स्वयं सेवा के अवसरों का विस्तार करना चाहेंगे जैसे कि स्व चेक आउट या जारी पुस्तकों की स्वयं जमा करना और पहचान की आवश्यकताओं का एक नया सेट था जहां संकाय के साथ साथ छात्रों को अधिक ज्ञान आधारित सेवाएं चाहिए थीं सेवाओं को एक संदर्भ दिया जाता है एक आवश्यकता एक ऐसी सेवा जो पुस्तकों और पत्रिकाओं से आवश्यक सामग्री को बाहर निकाल सकती है और अन्य पुस्तकालयों से सामग्री ला सकती है इसलिए कुछ प्रकार के अभिसरण फ्रेम लोग चाहते थे अब मौजूदा पुस्तकालय सेवा की प्रक्रिया का मानचित्रण करते हुए अलग अलग तत्वों को देखकर जो अब अड़चनें हैं अब बहुत अधिक स्थान या समय या लोगों का जुड़ाव होता है हम अत्यधिक मांग वाली नई ज्ञान सेवा संदर्भ सेवा जो लोग चाहते थे बनाने के अवसरों की पहचान कर सकते हैं उदाहरण के लिए प्रक्रिया मानचित्र के माध्यम से हम यह पहचान सकते हैं कि यह वर्तमान लॉबी चेक पॉइंट्स की एक श्रृंखला है जैसा कि आप अंदर जाते हैं बाईं ओर ऐसे लोग हैं जो आपके बैग की जाँच करेंगे और आपसे बैग जमा करने के लिए कहेंगे आप किताबों के साथ जाते हैं बाधाओं का एक और सेट है जहाँ आप किताबें जमा करते हैं जब आप बाहर जाते हैं तब यह मुद्दा होता है और वहां से आप फिर से पुस्तकों की जांच करवाते हैं इसलिए यदि हम इन अड़चनों और सुपर फ्लो की पहचान करके कुछ ऑटोमेशन सेवाओं का निर्माण करते हैं और चेक पॉइंट के रूप में सुपर फ्लो की पहचान करते हैं जिसे सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी द्वारा समाप्त किया जा सकता है तो आप लाइब्रेरी के एंट्री लॉबी को आपके सामने देख सकते हैं यह है कि कलाकारों का दृष्टिकोण जो इसलिए आपको अधिक विस्तृत खुली भावना दे सकता है और आप उस स्थान का उपयोग कर सकते हैं फिर इस तरह के कुछ ज्ञान कियोस्क बनाएं इसलिए प्रक्रिया मानचित्रण द्वारा सेवा को फिर से डिज़ाइन करना एक पुरानी सेवा को पुनर्जीवित करने के लिए अक्सर आवश्यक हो जाता है क्योंकि अधिकांश सेवाओं जैसे उत्पादों या सिस्टमों में कुछ प्राकृतिक विकृति है और रेंगने वाली नौकरशाही के कारण होने वाली अध पतन की पहचान इस बात को देखते हुए की जा सकती है कि समय कैसे व्यतीत होता है इसलिए जब उदाहरण के लिए पुस्तकालय की स्थिति में नियंत्रण के लिए उच्च अनुपात होता है तो सम्मान के साथ ज्ञान सेवाओं जैसी गतिविधियों को जोड़ने की तुलना में कोई यह देख सकता है कि प्रक्रिया को फिर से डिज़ाइन करना आवश्यक है प्रक्रिया मैपिंग की विधि द्वारा प्रक्रिया को फिर से डिज़ाइन किया जा सकता है और इसके साथ ही प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान और ट्रेंड स्पॉटिंग के साथ एकीकृत किया जा सकता है और सेवाओं की एक पूरी नई पीढ़ी बनाई जा सकती है जो एक तरफ वर्तमान समस्याओं को संबोधित करेगी और दूसरी तरफ इसे बनाएगी एक नया सेट इसलिए सामान्य तौर पर यह सेवा विफलता या विफलता बिंदुओं से बचने जैसी समस्याओं को संबोधित करता है पिछले एक धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा करते हुए हम FMEA प्रकार के विश्लेषण कर रहे हैं जहां हम जोखिम धारणा संख्या को देखकर आ सकते हैं घटना की संभावना घटना की गंभीरता गैर कटौती की संभावना आदि सेवा मानचित्रण हमें चक्र के समय को कम करने गैर मूल्य वर्धित गतिविधियों जैसे जाँच या जारी करने को समाप्त करने की अनुमति भी देगा जो आसानी से हो सकता है बार कोड और आरएफआईडी द्वारा प्रौद्योगिकी और आज आसानी से उपलब्ध प्रौद्योगिकियां जो समग्र उत्पादकता में वृद्धि करेंगी और अंत में यह ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाती हैं तो आप ग्राहक के साथ शुरू करते हैं वर्तमान प्रक्रिया के नक्शे के साथ तुलना करते हैं नई प्रक्रिया के विचारों को विकसित करते हैं नई प्रक्रियाओं को प्रोटोटाइप करते हैं ग्राहक के साथ जांच करते हैं और फिर धीरे धीरे तैनात करते हैं अक्सर ड्राइंग बोर्ड को फिर से डिज़ाइन करने के लिए वापस जाते हैं तो संक्षेप में जैसा कि आप अपने सामने देखते हैं हमारे पास तीन प्रमुख चालें हैं जहां हम एक पुरानी सेवा पुरानी सेवा से बाहर एक नई सेवा डिजाइन के साथ जा सकते हैं मुख्य रूप से इन तीन ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित करके और उन्हें ग्राफ्ट करते हुए उन्हें मौजूदा सेवा मानचित्र में सम्मिश्रित करते हुए गैर मूल्य वर्धित चरणों को समाप्त करने के तीन चरणों स्वयं सेवा में स्थानांतरण और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष सेवा को यथासंभव वितरित करना इसलिए मैं इस सत्र को आपके लिए एक छोटे से असाइनमेंट के साथ समाप्त करूंगा जो कि अनुभव मानचित्र चार्ट आउट आपके संस्थान में मौजूदा लाइब्रेरी या किसी अन्य बड़े लाइब्रेरी सिस्टम में प्रवाह को समझें जो आप उपयोग करते हैं और फिर बाधाओं या कठिन सेवाओं को समझें उदाहरण के लिए कुछ विचार ले जो मैंने आपको हमारे अभ्यास से दिखाए थे अपने आप को नए रुझानों की पहचान ट्रेंड स्पॉटिंग के साथ व्यस्त रखें और भविष्य के पुस्तकालय के लिए नई प्रक्रिया मानचित्र की कल्पना करने का प्रयास करें इस प्रक्रिया में न केवल गैर मूल्य वर्धित सेवाओं को समाप्त करने का प्रयास करें जितना संभव हो स्वयं सेवा प्रौद्योगिकी का उपयोग करें ग्राहकों को सेवा तत्वों के सह निर्माण में शामिल करें लेकिन तकनीक का उपयोग करके कुछ सेवाओं को बंडल करने का भी प्रयास करें और फिर आप इस तरह के परिदृश्य के साथ आ सकते हैं जो आपके सामने है तो बाएं ऊपरी कोने पर आप एक भव्य पारंपरिक पुस्तकालय बहु मंजिला पुस्तकों लाखों पुस्तकों का दृश्य देखते हैं और हम पहले से ही शीर्ष दाहिने हाथ के कोने पर भी देख सकते हैं कि कैसे कंप्यूटर अब हजारों पुस्तकों की जगह ले रहे हैं और फिर मैंने आपको बाईं ओर के कोने पर दो कोनों के निचले कोने बाएं कोने में दिखाया है जहां हम आज हैं विभिन्न प्रकार के ई पाठकों टैबलेट्स का उपयोग जो हमें फिर से सैकड़ों के लिए एक मंच का उपयोग कर सकते हैं हजारों किताबें लेकिन आप नई लाइब्रेरी सेवा को कुछ नई तकनीकों स्पॉटिंग और ट्रेंड स्पॉटिंग के साथ एकीकृत करने का प्रयास करते हैं यह सोचने की कोशिश करें कि क्या किताबें पुरानी हो जाएंगी या किताबें नया रूप ले लेंगी जैसे नीचे दाहिने हाथ के कोने पर एक फॉर्म दिखाया गया है इसलिए वर्तमान प्रक्रिया मानचित्र वर्तमान प्रवाह चार्ट की पुन जांच करके इसे तकनीकी रुझानों के साथ समेकित करके और नए नवीन नई सेवा डिजाइन के साथ आने के लिए एक सर्विस रिडिजाइन के साथ संलग्न करें